तो यहां सबसे पहले पता करते है कि Zin क्या है तो हम कह सकते हैं कि Zin और कुछ नहीं है बल्कि इंपेडेंस के साथ समांतर में R2 है जो यहां से दिख रहा है तो वह R2 होगा 1Zin 1ZA 1R2→Zin R2 ZA ZA यहां इस पॉइंट से देखने पर इंपेडेंस है तो यहां से हम कह सकते हैं कि ZA क्या है ZA R1 R2 Z0 V2 I1R2 Zo kV1V2 k अटेंन्यूशन अनुपात है kI1ZAI1R2 Zo तो यहां से हम I1 आसानी से देख सकते हैं I1 समाप्त हो जाएगी तो यह ZA R2 Z0 होगा तो यहां से हम सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं और हमें k के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा ठीक है और आगे भी अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करते हैं तो कुछ स्टेप्स के द्वारा हम R2 के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं जोकि Z0 k 1 के द्वारा दिए जाते हैं अब हम थोड़ा सा और सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं तो हम पुराने एक्सप्रेशन से इन चीजों R1 ZA R2

हमें केवल इस विशेष क्षेत्र में ऑपरेट कराने की आवश्यकता है जब हम पिन डायोड का प्रयोग एक वेरिएबल अटैंयूटर की तरह चाहते हैं तो यहविशेष डायोड कब थोड़ा फॉरवर्ड वॉइस है ठीक है इस स्थिति में इसके पास सीरीज रजिस्टेंस है जोकि इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जाता है यह एक्सप्रेशन यहां I की चौड़ाई पर निर्भर करता है तो इसका मतलब यह है कि अगर इस I लेयर की चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी तो Ri अधिक होगा ठीक है यह कैरियर के मोबिलिटी और जीवनकाल पर भी निर्भर करता है यद्यपि यह चीजें उन उपकरणों की कैरेक्टरस्टिक पर ज्यादा निर्भर करते हैं यहां हम सर्किट के परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि I0 जोकि डीसी वॉइस करंट डिनॉमिनेटर में है तो अब इन चीजों के बारे में सोचो जो वास्तव में एक दिए गए पिन डायोड के लिए फिक्स क्वांटिटी है तो I0 की वैल्यू को बदलकर हम Ri की वैल्यू को बदल सकते हैं तो अब यहां देखते हैं कि अगर उदाहरण के लिए I0 को 1 माइक्रो एंपियर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि Ri बहुत अधिक होगा 1 माइक्रो एंपियर की जगह अगर हम 10 माइक्रो एंपियर लेते हैं तो Ri 10 गुने से कम हो जाएगा अथवा अगर हम I0 को 100 माइक्रो एंपियर लेते हैं तब हम कह सकते हैं कि Ri और भी कम हो जाएगा तो यहां करंट I0 की वैल्यू को बदलकर 1 माइक्रो एंपियर से 100 माइक्रो एंपियर तक हम कह सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि रजिस्टेंस की वैल्यू लगभग 100 गुने से परिवर्तित की जा सकती है तो यहां हम पिन डायोड को वेरिएबल अटैंयूटर की तरह प्रयोग करते हैं कृपया ध्यान रखें कि हम केबल थोड़े से फॉरवर्ड वॉइस को ले रहे हैं तो क्या होगा अगर डायोड पूर्ण रूप से फॉरवर्ड वॉइस होता है इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि करंट अपेक्षाकृत कांस्टेंट होगा और वह हमें एक वेरिएबल अटैंयूटर या वेरिएबल रजिस्टर वैल्यू प्रदान नहीं करेगा असल में मैं आपको अगले लेक्चर में पिन डायोड की दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पिन डायोड को एक स्विच की तरह प्रयोग करेंगे जिसमें जब पिन डायोड पूर्ण रूप से फॉरवर्ड वाइस होता है तो यह एक ऑन स्विच की तरह होगा और अगर पिन डायोड पूर्ण रूप से रिवर्स वॉइस होता है तो यह एक ऑफ स्विच की तरह कार्य करेगा यद्यपि अगले लेक्चर में हम स्विच के कई प्रकार देखेंगे तो मैं बताना चाहता हूं यहां केवल एक शब्द जो ध्यान देने लायक है और वह है की हम D1 D2 D3 के रजिस्टर की वैल्यू को एक्सटर्नल वॉइशिंग सर्किट के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं तो जब मैं पिन डायोड को स्विच की तरह लेता हूं मैं आपको वॉइसिंग सर्किट दिखाऊंगा तो यहां वही वॉइसिंग सर्किट ले सकते हैं लेकिन यहां मैं वेरिएबल अटैंयूटर का कांसेप्ट और इससे संबंधित समस्या को बताना चाहता हूं तो संबंधित समस्या यह है कि पिन डायोड की रजिस्टेंस की इन 3 वैल्यू को फार्मूला जो कि यहां दिया गया है इसके अनुसार बदलना चाहिए आप यहां देख सकते हैं कि यह एक पाई नेटवर्क की तरह है तो पाई नेटवर्क के लिए हमने देखा था कि R1 और R2 की वैल्यू बदलती है तो हमें इन वैल्यू को इसी के अनुसार बदलना पड़ता है और यह करना कभी कभी कठिन होता है ठीक है तो यहां इसका एक वैकल्पिक समाधान भी है तो इस विशेष समस्या का वैकल्पिक समाधान देखते हैं यहां हमने कपलर की मदद से वेरिएबल अटैंयूटर लिया है तो देखते हैं कि यहां हमारे पास क्या है

आप कुछ लेक्चर के बाद मैसफेट के बारे में अधिक जानेंगे लेकिन यहां आपको मैसफेट के बारे में बताता हूं मैसफेट क्याहै मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मैसफेट में सामान्यता ऑक्साइड लेयर नहीं होती है तो यहां एम ईका मतलब मेटल है ठीक है तो यह एक मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है मैं आपको बस इस कंफीग्रेशन का सिद्धांत बता रहा हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर यह एक इनपुट है और वहां एक आउटपुट है यहां ये 2 कंट्रोल वोल्टेज हैं जोकि यहां दिखाए गए हैं ठीक है तो खासकर यह कॉन्फ़िगरेशन क्या है

तो जो भी रजिस्टर की आसपास की प्रायोगिक वैल्यू उपलब्ध हो आप उन वैल्यू को RFSIM99 में ले लेते हैं और फिर सिमुलेशन करते हैं और RFSIM आपको S21 और S11 का प्लॉट देगा तो कृपया ध्यान रखें कि S11 30dB असल में जब आप आइडियल वैल्यू लेते हैं आप वास्तव में देखेंगे S11 ∞dB के आसपास आता है लेकिन अधिकांश एप्लीकेशन के लिए S11 30dB स्वीकार्य है और तब आप देखते हैं S21 की वैल्यू क्या है और उसी के अनुसार आप रजिस्टर की सही वैल्यू का चयन अटेंन्यूशन की वांछित वैल्यू को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाने जा रहा हूं जो कि बाजार में उपलब्ध वेरिएबल अटैंयूटर IC है तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया ठीक है मैं इस विशेष कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं ठीक है मैं बस आपको बता रहा हूं कि यह एक उपलब्ध IC है तो यहां नंबर दिया गया है और खासकर यह चीज वास्तव में गैलियम आर्सेनाइड मैसफेट का प्रयोग करती है फिर से यह IC मैन्युफैक्चरिंग की चीज है एक सर्किट डिजाइनर के रूप में हम IC के अंदर नहीं जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि कैसे इस अटैंयूटर का प्रयोग होता है ठीक है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह एक RF पोर्ट 1 है और यह एक RF पोर्ट 3 है आप इसको एक इनपुट की तरह ले सकते हैं आप इसको एक आउटपुट की तरह ले सकते हैं या आप इसको इनपुट की तरह और इसको आउटपुट की तरह ले सकते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह एक सिमिट्रिकल नेटवर्क है और वहां एक ग्राउंड कनेक्शन है तो आसानी से अकेले 1 वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि यहां हमें 2 अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता नहीं है अकेले 1 वोल्टेज को परिवर्तित करना है अब यह पूर्ण सर्किट नहीं है सर्किट में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं यह केवल एक प्रतीकात्मक रूप है ठीक है तो अब हम देखते हैं इसका परफॉर्मेंस यहां क्या है वास्तव में उन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंसी रेंज DC से 25 GHz है इनसरसन लॉस 35 dB है तो इसका मतलब है कि 0 अटेंन्यूशन के लिए भी यहां दिखाया गया है मैं पहले बताना चाहता हूं कि यह क्या है यह बताता है कि यहां अटेंन्यूशन वर्सेस कंट्रोल वोल्टेज हम देख सकते हैं कि अगर कंट्रोल वोल्टेज 3V तो अटेंन्यूशन 0 है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अटेंन्यूशन बढ़ रहा है यहां 3 अलग अलग कर्व तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के लिए है यह कर्व 50MHz के लिए है यह कर्व 1GHz के लिए है यह कर्व 25 GHz के लिए है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनसरसन लॉस 35 dB का मतलब क्या है तो अगर यह 0dB अटेंन्यूशन भी दिखा रहा है लेकिन वास्तव में यह 0 dB के साथ इनसरसन लॉस 35dB भी है तो जब आपको कंट्रोल वोल्टेज 3V दिया गया हो तब आप कहते हैं कि इनपुट से यह आउटपुट 35 dB के द्वारा अटैंयुएट होगा 50 MHz की स्थिति में आप देख सकते हैं कि 50 MHz के लिए कंट्रोल वोल्टेज 0 है हमें लगभग 30 dB अटेंन्यूशन मिलता है तो 30 35 335 dB अटेंन्यूशन अब यद्यपि हम सावधान हैं हमारी ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है ठीक है माना कि आप एक 1 GHz पर ऑपरेट कर रहे हैं या आप 1 GHz पर एक अटैंयूटर डिजाइन कर रहे हैं कृपया इस कर्व का प्रयोग ना करें अब आप यहां इस विशेष कर्व का प्रयोग करें तो बेहतर होगा अब आप देख सकते हैं कि अटेंन्यूशन लगभग 25 dB हैं तो जैसे ही आप कंट्रोल वोल्टेज 3 से 0V बदलते हैं तो अटेंन्यूशन 0 से लगभग 25 dB हो जाएगी और अगर आप लगभग 25 GHz पर ऑपरेट कर रहे हैं जोकि वाईफाई की फ्रीक्वेंसी है तब ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि अटेंन्यूशन केबल 20dB होता है ठीक है तो कंट्रोल वोल्टेज 3 से 0 करते हैं अटेंन्यूशन 0 से 20 dB हो जाएगा कृपया सभी स्थिति में 35 dB को जोड़ें अब इसका महत्व क्या है